अभी तक हमने व्याख्या की कि लेंस और दर्पण की फोकल लंबाई को किस तरह से नापते हैं अब इस कक्षा में मैं इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि हमारे दैनिक जिंदगी में इन लेंस और दर्पण का क्या उपयोग है आप सभी इन लेंस और दर्पण की उपयोगिता से परिचित हैं परंतु तब भी मैं आपको एक बार और बताता हूं कि उत्तल लेंस अवतल लेंस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के क्या उपयोग है अर्थात दर्पण और लेंस की क्या उपयोगिता है पहला उपयोग आप देख सकते हैं कि मेरे पास चश्मा है मानव के लिए यह पहला उपयोग हमारे लिए चश्मे बहुत उपयोगी है मानवीय आंखें और सुधारात्मक लेंस तो आप जानते हैं यह मानवीय आंख का सरल रूप है मानवीय आंख में यह काला भाग जो हम देख रहे हैं यह आंख की पुतली कहलाता है और इस पुतली के पीछे वहां एक लेंस है वहां एक लेंस है और इस लेंस के पीछे यह दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है यहां यह पुतली है यदि हम अपने प्रयोग से इसकी तुलना करें जो भी हमने समझाया तो यह पुतली आंखों में प्रकाश के जाने के लिए एक स्लिट है ऐसे इस पुतली या स्लिट से प्रकाश आता है और लेंस पर गिरता है और हां यह आंख में प्रकाश के जाने को भी नियंत्रित करती है यह लेंस है अर्थात मानव लेंस नेत्र लेंस और लेंस के अंतर एक लेंस जिसका हम उपयोग कर रहे हैं वह स्थिर है यह हार्ड लेंस है और आप इसका आकार प्रकार नहीं बदल सकते इसलिए इसकी फोकल लंबाई निश्चित है परंतु मानवीय लेंस यह मांसपेशी यह आंखों की मांसपेशी है यह अपना आकार प्रकार बदल सकती है इसका मतलब यह इसकी फोकल लंबाई को एडजस्ट कर सकती है प्रकाश आएगा और यह कन्वर्ज होगा यह उत्तल लेंस के तरह की ही बात है यह प्रकाश है यह कन्वर्ज होगा और दृष्टि पटल रेटिना पर गिरेगा यहां रेटिना स्क्रीन है आप जानते हैं स्क्रीन पर हमें प्रतिबिंब रेटिना पर मिलता है यह एक स्क्रीन की तरह ही है यदि आप अपने प्रयोग इस से तुलना करें तो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनेगा यह दृष्टि पटल इसके पीछे यहां नर्वस तंत्रिकाए हैं यह दिमाग से जुड़ी हुई हैं और तब दिमाग वस्तु से आने वाले प्रतिबिंब को महसूस करता है प्रकाश कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है यह मानवीय आंख है और आप देख सकते हैं यह बिल्कुल समान है यह वही आंखें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है और बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको हमारी प्रयोगशाला में बताया है हमारे पास वस्तु है हमारे पास लेंस है और हमारे पास स्क्रीन है स्क्रीन लेते हैं और प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखते हैं अब दोषपूर्ण या खराब आंख के लिये हम चश्मे का उपयोग करते हैं दोषपूर्ण आंख का मतलब यह होता है कि किरण वस्तु से आती है और पुतली से गुजरती है और यह प्रकाश आंख के लेंस से कन्वर्ज होता है और यह प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर नहीं बनता है यह यहां बनता है दृष्टि पटल या रेटिना के पहले इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं यह वह स्थिति है जब हम प्रतिबिंब को नहीं देख सकते ठीक है हम प्रतिबिंब को साफ साफ नहीं देख सकते यह स्क्रीन पर केंद्रित है हम इसे केवल तभी देख सकते हैं जब यह रेटिना पर केंद्रित हो यदि हम लेंस का उपयोग करते हैं तो यह डाईवर्जिंग लेंस है यह किरणें यहां आ रही है इसलिए यह रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो रही है यदि आप इन किरणों को डाईवर्ज कर सकेंतो धीरे धीरे यह दृष्टि दूरी से काफी दूरी पर कन्वर्ज होंगी तो इसलिए यह रेटिना पर होंगी इसी के अनुसार डाईवर्जिंग लेंस की फोकल लंबाई चुनना चाहिए इस तरह हम डाईवर्जिंग लेंस का उपयोग दृष्टि को साफ करने के लिए करते हैं किरण आरेख से आप देख सकते हैं अब यह प्रतिबिंब पर गिर रही है यह रेटिना पर गिर रही है इसी प्रकार किसी अन्य तरीके से भी यह हो सकता है यह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने ठीक है इस बिंदु पर इसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है स्थिति में यदि आप चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं यदि आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो किरणें यहां आती है यह कुछ हद तक यहां डाईवर्ज होती हैं और बाकी का डाईवर्जेन्स इस आंख के लेंस के द्वारा होता है और यह रेटिना पर गिरती है किरण आरेख से आप देख सकते हैं यह रेटिना के साथ है यह कन्वर्जिंग किरणों से ठीक होती हैं इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस का मानवीय आंख के लिए चिकित्सा विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है दूसरा उपयोग मैं आपको बता सकता हूं हमें से सभी अधिकतर मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग शीशे का उपयोग कर रहे हैं यह मैग्नीफाइंग शीशा है तो आप देख रहे हैं यह छोटा शब्द छोटे शब्द को बड़ा देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग शीशे का उपयोग करते हैं यह शीशा क्या है क्या यह लेंस है कौन सा लेंस क्या यह अवतल लेंस है या उत्तल लेंस यहां उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और क्यों उपयोग किया जाता है और हमने हमेशा देखा है कि जब हम इस मैग्नीफाइंग शीशे का उपयोग करते हैं तो यह मैग्नीफाइंग शीशा हम हमेशा वस्तु के काफी निकट रखते हैं यह काफी निकट है हम इस तरह नहीं देख रहे हैं यह आंख के करीब नहीं है यह वस्तु के करीब है ठीक है1 यह वस्तु के निकट है ठीक है आप इस उत्तल लेंस को जानते हैं जब वस्तु की वस्तु दूरी लेंस की फोकल लंबाई से कम है तब हम सीधा और मैग्नीफाइंग प्रतिबिंब देखते हैं किरण आरेख से आप देख सकते हैं कि यह वस्तु है अब यह लेंस हैं समानांतर किरण यहां गिर रही हैं किरण आरेख किस तरह बनाएंगे आप जानते हैं यहां किरणे अब इस फोकल लंबाई फोकल बिंदु से गुजरेगी और दूसरी किरण ऑप्टिकल केंद्र से गुजरेगी यह किरण है यह डाईवर्जिंग है अब हमारी आंखें देखेंगे कि किरणें इस जगह से आ रही हैं आंखें वस्तु के प्रतिबिंब को यहां देखेंगी प्रतिबिंब का आकार यह है आवर्धित या बड़ा है यह मैग्नीफाइंग शीशा है इसका हम उत्तल लेंस की तरह उपयोग कर रहे हैं हम मैग्नीफाइंग शीशे को वस्तु के पास रखते हैं कारण यह है कि हमें वस्तु को फोकल लंबाई के भीतर ही रखना है तीसरा उपयोग मैं आपको बता सकता हूं कि यह कैमरा है इसे आप जानते हैं यहां कोई मेरा व्याख्यान रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए वे कैमरा उपयोग कर रहे हैं इस पेज को केंद्रित करते हैं लेंस का उपयोग करके इसे केंद्रित कर रहे हैं कैमरा क्या है यह कैमरा है यह अपर्चर कहलाता है यह पुतली अपर्चर की तरह ही है यह कैमरे में प्रकाश को नियंत्रित करता है इसलिए यहां संयुक्त लेंस हैं सरलता के लिए मैंने इन दो लेंसों को दिखाया है और दोनों एक दूसरे से d दूरी पर हैं अब यहां फिल्म या डिजिटल स्क्रीन है जहां यह प्रतिबिंब बनेगा और यह थोड़ा छोटा है आप सिर्फ प्रकाश के आगमन को नियंत्रित कर सकते हैं जब आप शटर को खोलेंगे तो प्रकाश इस पर गिरेगा आमतौर पर कैमरे की सरल संरचना है आपकी वस्तु बाहर है तो प्रकाश बाहर से वस्तु के द्वारा आ रहा है यह प्रवेश करेगा अब यह आपकी स्थिति है यह निश्चित है आपकी स्क्रीन भी निश्चित हैआप की फिल्म भी निश्चित की गई है अब वस्तु दूरी थोड़ी ज्यादा है ठीक है तो अब आप प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं आप प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त करना चाहते हैं इसका मतलब आप प्रतिबिंब को स्क्रीन पर केंद्रित करना चाहते हैं निश्चित रूप से यह लेंस की वक्रता लंबाई पर निर्भर करेगा अब आप एक लेंस का उपयोग करके वक्रता लंबाई को नहीं बदल सकते आपको वस्तु को स्क्रीन पर अलग अलग दूरी पर केंद्रित करने के लिए अलग अलग फोकल लंबाई की आवश्यकता होगी एक निश्चित दूरी की इसलिए आपको लेंस की फोकल लंबाई को बदलना होगा आपको संयुक्त लेंस की आवश्यकता होगी जो मैंने उपयोग किए हैं यह संयुक्त फोकल लंबाई 1 f1 1 f2 है यह पुनः दोनों लेंस के लिए निश्चित है अब यहां एक नई दूरी d है यहां एक विकल्प है जब आप केंद्रित कर रहे हैं आप घुमा रहे हैं इसका मतलब आप किसी एक लेंस को दूसरे की तुलना में घुमा रहे हैं तो आप d को बदल रहे हैं परिणाम स्वरूप आप लेंस की फोकल लंबाई को बदल रहे हैं इस तरह आपको चर फोकल लंबाई मिल रही है बाहर की वस्तु को अलग अलग दूरी पर केंद्रित करने के लिए प्रतिबिंब को स्क्रीन पर रखने के लिए निर्धारित दूरी की तुलना में एक निश्चित दूरी पर रखेंगे यह दूसरा उदाहरण है जहां लेंस का बहुत उपयोग किया जाता है जो भी प्रयोग हमने किए है जो भी सिद्धांत हमने सीखा है यह सब हम इन उपकरण को बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं और अपनी दैनिक जिंदगी में इसका उपयोग कर रहे हैं आप उनका उपयोग कर रहे हैं हमारी जानकारी से हम समझ सकते हैं कि यह उपकरण कैसे काम करते हैं अगला उपयोग मैं आपको हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बताऊंगा जीव रसायन प्रयोगशाला में अस्पताल में फिशिंग प्रयोगशाला में विज्ञान लैब मेंवैज्ञानिक प्रयोगशाला में खगोल विज्ञान में ठीक है जैविक विज्ञान में यदि आप जैविक कोशिका में देखेंगे तो यह दो सूक्ष्मदर्शी उपकरण और दूरबीन हैं यह बहुत उपयोगी हैं यह दोनों पूरी तरह से लेंस और दर्पण पर निर्भर करती हैं लेंस और दर्पण पर सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम क्यों करते हैं छोटी वस्तु को देखने के लिए बहुत छोटी वस्तु को देखने के लिए अर्थात यह उपकरण वस्तु के प्रतिबिंब को मैग्नीफाइ कर देता है यह कैसे काम करता है सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है आप देखते हैं यदि आप दो लेंस लेते हैं यहां मैंने आपको यह दिखाया है यदि आपके पास इस सूक्ष्मदर्शी में 3 लेंस हैं इन तीनों का मिश्रण सूक्ष्मदर्शी में उपयोग हो रहा है यह संयुक्त लेंस है इससे अधिक ज्यादा अधिक मैग्नीफाइ करने के लिए आपको संयुक्त लेंस की आवश्यकता होगी यहां मैंने यह किरण आरेख दिखाया है यह वस्तु वस्तु छोटी है मैंने यहां लेंस रखा है तो यहां इस वस्तु को मैंने लेंस के F और 2F के बीच में रखा है अब यदि आप किरण आरेख बनाते हैं तो प्रतिबिंब यहां बनता है आपको उल्टा प्रतिबिंब मिल रहा है आपको उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहा है और मैग्नीफाइड प्रतिबिंब अब यह प्रतिबिंब लेंस A से बन रहा हैIIA अब यदि आप यहां दूसरा लेंस लेंस B रखते हैं अब यह इस लेंस के लिए वस्तु है प्रकाश अब इस वस्तु से जा रहा है और इसका यह प्रतिबिंब है परंतु यह लेंस B के लिए वस्तु है तो यह बनेगा इसलिए मुझे इससे थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा लिया है पुनः यह किरण आरेख हम बना सकते हैं यह ऑप्टिकल केंद्र के मध्य से गुजर रहा हैऔर दूसरा फोकल लंबाई के समानांतर गुजर रहा है यह यहां मिलेंगे इस स्थिति में आपको यह मिल रहा है आपको पुनः इसकी तुलना में उल्टा मिल रहा है विपरीत हैयह नीचे की तरफ है तो अब ऊपर की तरफ और आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिल रहे हैं परंतु वस्तु की तुलना में अब यह सीधा है ठीक है यह सीधा है यह उसी दिशा में है आपने इसे बदल दिया तो दूसरा लेंस उसी दूरी से मैग्नीफाइ नहीं कर रहा है तो जब आप इसे यहां रखते हैं 2F B' पर रखते हैं अर्थात इस लेंस की वक्रता त्रिज्या पर तब आप जानते हैं आपको यह मिलेगा आप प्रतिबिंब को उल्टा कर सकते हैं और प्रतिबिंब का आकार भी वही होगा क्योंकि u दूरी और v दूरी समान है तो मैग्निफिकेशन 1 है vu यहां इस लेंस का उपयोग सिर्फ इसे उल्टा करने के लिए किया गया है जिससे यह उसी दिशा में रहे जिसमें वस्तु है अब आप तीसरा लेंस उपयोग कर रहे हैं और इस तरह से उपयोग करेंगे कि यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करें तो यह इसकी फोकल लंबाई है तब इस लेंस की फोकल लंबाई के अंदर ही आपको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और आपको इस लेंस C के लिए आभासीऔर सीधा प्रतिबिंब मिलेगा किरण आरेख से हम यह देख सकते हैं यह इस बिंदु पर आएगा और यह मैग्नीफाइड होगा अंततः इन तीन लेंसों के संयोजन से आपको एक सीधा प्रतिबिंब उसी दिशा में मिल रहा है उसी तरह से जिस तरह आपकी वस्तु हैं साथ ही साथ यह बहुत आवरधित भी है यह इस सूक्ष्मदर्शी का उद्देश्य है यह छोटी सी वस्तु को बड़ा बनाता है और आप इसे देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह बहुत सरल है यह लेंसों के संयोजन के सिद्धांत पर काम करता है इसी प्रकार दूरबीन का क्या उद्देश्य है दूर की वस्तु को देखना ठीक है छोटी और दूर स्थित वस्तु को देखना जैसे तारे यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप दूरबीन का उपयोग करते हैं किरण आरेख मैंने बनाया है तो इससे मैं यह सोच सकता हूं मैं आपको यह दिखा सकता हूं इस तरह बहुत दूर से यह एक गैलिलिओ दूरबीन है एक सरल दूरबीन है यहां सिर्फ दो लेंस का उपयोग हुआ है किंतु आधुनिक गैलिलिओ में अधिक लेंस का संयोजन होता है परंतु सिद्धांत समान है काफी दूरी से समानांतर किरणें आती है यह मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है परंतु यह कुछ कोण बनाती है यदि यह कुछ कोण बनाती हैआपको प्रतिबिंब मिलेगा आपको इसका प्रतिबिंब यहां मिलेगा यह इस लंबी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब है अब यह है तो इसको मैग्नीफाइ करने के लिए क्योंकि यह छोटी वस्तु हैऔर यह दूरी बहुत ज्यादा है अब इन लेंस का उपयोग करते हुए हम वस्तु के प्रतिबिंब को हमारे करीब लाते हैं अब यदि आप दूसरे लेंस का उपयोग करते हैं यह यहां डाईवर्जिंग लेंस है तब क्या होगा यह किरणें यहां आ रही हैं यह होगा यह कन्वर्जिंग लेंस है यह डाईवर्जिंग लेंस है जब यह किरण इस डायवर्जनिंग लेंस से होकर गुजरेगी जब यह प्रकाश डाईवर्जिंग लेंस से गुजरता है तो प्रकाश इस मार्ग से नहीं जाता यह इस तरह डाईवर्ज हो जाता है यह सभी तीनों किरणें इस दिशा में डाईवर्ज हो जाएंगी यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो यह डायवर्जनिंग ही मिलेंगे यदि आप इन्हें आगे बढ़ाते हैं तो यह इस बिंदु पर कन्वर्ज होंगी प्रतिबिंब यहां बनेगा कोई यह भी सोच सकता है कि यह इस लेंस डायवर्जनिंग लेंस के लिए के लिए वस्तु है और यह डायवर्जनिंग लेंस हर समय सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है इस सीधे की ही दिशा में और आभासी क्योंकि यदि आप इसको आगे बढ़ाते हैं यह सीधे नहीं मिलती हैं यह अपवर्तक किरणें हैं तो हम इन्हें आगे बढ़ाते हैं तब यह इसके सापेक्ष में कन्वर्ज हो रही है यह सीधा और आभासी है परंतु इस वस्तु का जो भी प्रतिबिंब है उसके सापेक्ष में यह दूरी बहुत ज्यादा है इसलिए यह प्रतिबिंब आपको बड़ा बहुत बड़ा दिखाई देगा बड़े रूप में और यह रेखाएं ऑब्जेक्टिव लेंस है यह ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है और यह आई पीस लेंस है इन दोनों लेंसों के संयोजन से हम दूरी पर स्थित वस्तु को बड़े रूप में देख सकते हैं यह दूरबीन है यदि आप पुनः इसे देखते हैं तोयहां हम माइक्रोस्कोप और दूरबीन का उपयोग करते हैं इसलिए यह साधारण रूप से संयुक्त लेंस पर निर्भर करते हैं और इसलिए हमारे प्रयोगशाला में हमने इस दर्पण और लेंस के प्रयोग को को महत्ता दी है जो हमारी दैनिक जिंदगी में बहुत उपयोगी है अब तक जो भी मैंने बताया यह दर्पण के उपयोग हैं इसके काफी उपयोग है परंतु उनमें से कुछ के बारे में हमने चर्चा की जो हम अधिकतर हमारी रोज की जिंदगी में उपयोग में लेते हैं यह भी दर्पण के उपयोग हैं दर्पण के उपयोग संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताता हूं मैंने लिख दिया है जैसे अवतल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण कन्वर्जिंग दर्पण है यह उत्तल लेंस के समतुल्य है यह कन्वर्जिंग है यह दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश को कन्वर्ज करने में उपयोग होता है दर्पण यह दर्पण उपयोगी है इसका उपयोग टॉर्च के रूप में प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किया जाता है यदि आप टॉर्च लाइट को देखते हैं तो आप टॉर्च के बाहर की तरफ देख सकते हैं वहां एक अवतल दर्पण होता है मेरे पास एक है हां मैं दिखाता हूं आप देख सकते हैं आपके पास यहां बल्ब है इस बल्ब के चारों तरफ हम देख सकते हैं कि यह एक दर्पण है यह अवतल दर्पण हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं यह बल्ब पर प्रकाश है यह इस तरह हर तरफ जाता है अब यह अवतल दर्पण है इसके अंदर यह इस प्रकाश को परावर्तित करेगा और बाहर की तरफ कन्वर्ज करेगा आपको इसी बल्ब से अधिक रोशनी मिलेगी टॉर्च लाइट के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ठीक है तो यह कोई भी देख सकता है दूसरा पुरानी कारों में आप देखेंगे कि वहां एक बल्ब होता है और वहां भी हम इस अवतल दर्पण का उपयोग प्रकाश को परावर्तित करने के लिए करते हैं यह कार की सामने वाली लाइट में उपयोग होता है वहां भी यदि आप इसे देखें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं उसी उद्देश्य के लिए जैसा टॉर्च में करते हैं मैंने आपको दिखाया था प्रकाश को परावर्तित करने के लिए कार के सामने इसका उपयोग रास्ते को देखने के लिए किया जाता है यह सोलर सौर ओवन में भी उपयोग होता है सोलर भट्टी में भी बहुत ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके इस दर्पण पर केंद्रित किया जाता है खाना पकाने पानी गर्म करने पावर रिचार्जिंग पावर बैकअप में इसका उपयोग किया जाता है सूर्य का प्रकाश यदि आप दर्पण का उपयोग करें तो आप सारे प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं तो इस तरह आप सौर ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं और वह ऊर्जा वस्तुओं को जलाने उष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है आप खाना पका सकते हैं आप पानी गर्म कर सकते हैं आदि आदि यह इस अवतल दर्पण का तीसरा उपयोग है यह दांतो या ENT चिकित्सक द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है इससे दांत का प्रतिबिंब वास्तविक से ज्यादा बड़ा मिलता है जब वे आप का दांत देखते हैं इसके लिए वे इस दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत का प्रतिबिंब या कान के छेद से अंदर की तरफ ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं क्योंकि यदि आप इस अवतल दर्पण को वस्तु के पास रखेंगे इसका मतलब वस्तु अवतल दर्पण की फोकल लंबाई के अंदर ही है तब आप आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे वैसे ही जैसे हम समतल दर्पण में देखते हैं परंतु समतल दर्पण में आप इसका मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते आप आभासी प्रतिबिंब देखते हैं परंतु यहां यदि आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और आप वस्तु को अवतल दर्पण की फोकल लंबाई के अंदर रखते हैं तब आप आपके दांत या कान का मैग्नीफाइड प्रतिबिंब देख सकते है चिकित्सक भी बहुत ज्यादा इस दर्पण का उपयोग करते हैं यह कैमरे के फ्लैशलाइट मिरर में भी उपयोग होता है वहां हम इसे प्रकाश को परावर्तित करने के लिए प्रयोग करते हैं प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम कैमरे की फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं अब उत्तल दर्पण के उपयोग के कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं यह अवतल लेंस के जैसा ही है यह हमेशा प्रतिबिंब बनाता है यह हर समय आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है इसका उपयोग कार में यात्री की तरफ साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह कार के पीछे के रास्ते के लिए सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है कार में आप यह जानते हैं जैसे भी चालक बैठता है चालक के दोनों तरफ दाएं तरफ और बाईं तरफ बाहर की तरफ यह साइड मिरर होते हैं साइड मिरर का उपयोग कार के पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है वहां आप कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण आप अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से दूरी पर निर्भर करता है चाहे यह आभासी हो और आप जानते हैं यदि यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो यह उल्टा होगा कुछ मामलों में यह उल्टा होता है उन मामलों में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा आपको उत्तल दर्पण का उपयोग करना होगा आप कर सकते हैं जिससे पूरे समय यह वस्तु की दूरी से स्वतंत्र रहे हर समय यह आपको सीधा प्रतिबिंब देगा और वास्तविक प्रतिबिंब उसे छोटा प्रतिबिंब देगा वास्तविक वस्तु का आकार कार के पीछे की तरफ से ज्यादा दूरी पर भी कौन सी कार आ रही है कौन आ रहा है आदि आदि यह उत्तल दर्पण का उपयोग है कार में सभी कारों में दर्पण का उपयोग साइड बीम के लिए किया जाता है यह दुकानों और बड़े सुपर मार्केट में भी या अन्य किसी कोने में भी उपयोग किया जाता है जहां चोरी को रोकना हो यदि आप दुकान पर जाएं किसी बड़ी दुकान पर आप देखते हैं कि जहां काउंटर होता है कैश काउंटर होता हैवहां कैश काउंटर के पीछे कोने में एक दर्पण होता है और उस दर्पण में आप देख सकते हैं की पूरी दुकान में लोग क्या कर रहे हैं वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है तो वहां मैं कह सकता हूं की वस्तु अलग अलग दूरी पर है परंतु प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा है और आप सीधा प्रतिबिंब देखेंगे जिससे हम कह सकते हैं कि यह चोरी को रोकने के लिए उपयोग होता है यह एंटी थेफ्ट दर्पण है सुरक्षा के उद्देश्य से यह जांचने के लिए की दुकान में क्या हो रहा है कहीं कोई दुकान से चीजें लेकर जा रहा है या नहीं यह इस दर्पण के द्वारा देखा जाता है वह दर्पण उत्तल दर्पण है यह उत्तल दर्पण क्यों है मैंने आपको बताया था आप यह भी देख सकते हैं कि दर्पण का उपयोग हम कभी कभी घुमाव वाली जगह पर अर्थात रास्ते में टर्निंग पॉइंट पर करते हैं हम देखते हैं हम दर्पण को रखते हैं वह दर्पण भी उत्तल दर्पण है टर्निंग पॉइंट पर तो हम इस तरह जाते हैं दर्पण में देखने पर आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा दूसरी तरफ से कौन आ रहा है जहां दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते परंतु इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब से आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा है इसलिए सड़क पर यातायात में या पार्किंग में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है यहां यह वह सारे उपयोग हैं जो भी मैंने लेंस और दर्पण के बारे में आपको बताएं तो यह सब आपने दर्पण के उपयोग में देखा प्रयोगशाला में प्रयोग की व्याख्या से जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया उसके आधार पर मैंने यह समझाने की कोशिश की दर्पण को देखते ही आप तुरंत बता सकते हैं कि यह कार में कार में इस तरफ कौन सा दर्पण है क्या यह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण या रास्ते के मोड़ पर जो भी दर्पण रखा है यह उत्तल है या अवतल यह अवतल या उत्तल क्यों है वास्तव में इसके द्वारा मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि आप जो भी उपयोग देखते हैं अब आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि वह कैसे काम कर रहे हैं इस उद्देश्य के लिए मैंने संक्षिप्त में आपको लेंस और दर्पण के उपयोग बताएं यहां मैं समाप्त करता हूं ध्यान देने के लिए धन्यवाद